सभी को नमस्कार मेरे पाठ्यक्रम प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कारबीन और नाइट्रीन में आपका स्वागत है अब तक हमने कारबीन के विभिन्न पहलुओं को सीखा है अब हम कारबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं अभी तक कारबीन प्रतिक्रियाओं मैं हमने जो सीखा है उसमें सबसे पहले हमने एडिशन रिएक्शन को सीखा और हमने वहां उसमें सीखा कि यदि कोई ओलेफिन या एल्काइन है तो वह साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हैं आगे हमने सम्मिलन प्रतिक्रियाओं के बारे में सीखा ठीक है इसका मतलब है कि अगर कारबीन है और कुछ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तो इन कारबीन को उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट किया जा सकता है उदाहरण के लिएयहां पर यह बनता है अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी हमने पिछली कक्षा में सीखी हैं जिसमें कारबीन पर विभिन्न न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते है उदाहरण के लिए यदि आपके पास R XH है तो यह कॉरस्पॉडिंग कारबीन के साथ प्रतिक्रिया करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रोडक्ट बनाता है अब आगे आज हम एक और प्रकार की प्रतिक्रिया सीखेंगे जिसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं अगर कोई ऐसा सब्सट्रेट कारबीन हैं जिसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ संभव हैं उदाहरण के लिए यहां सी एच इनसर्शन रिएक्शन संभव हैं और साथ ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी संभव हैं अगर हमारे पास यह कारबीन है जिसमें कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो सी एच इनसर्शन की संभावना अधिक है इसके अतिरिक्त ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं यदि हम इस सब्सट्रेट को लेते हैं जिसमें कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है अब schlossers बेस की उपस्थिति में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यह इस तरह से कारबीन माइटी पैदा करेगा क्लोराइड निकलेगा और फिर यह इस तरह से कारबीन बनाएगा अब यदि हम इस कारबीन को देखें तो यहां कई संभावनाएं हैं उदाहरण के यहां सी एच इनसर्शन की संभावना है जिससे आपको साइक्लोप्रोपानेशन दे सकता है या यहां पर रिअरेंजमेंट की दो संभावनाएं हैं जिसमें से एक में यह मिथाइल माइग्रेट कर सकता है और दूसरे में यह फिनाइल समूह रिअरेंज उत्पाद देने के लिए माइग्रेट कर सकता है तो यह क्या बनाएगा अगर एक बार आ जाता है तो यह माइग्रेट कर सकता है या यह माइग्रेट करता है तो एक अन्य उत्पाद बनेगा ठीक है तो अब अगर यह माइग्रेट करता है तो उत्पाद क्या होगा फिर यदि यह फिनाइल माइग्रेट करता है तो उत्पाद यह होगा और इसकी यील्ड 66 है इसका मतलब यह प्रमुख उत्पाद है जबकि अगर यह मिथाइल माइग्रेट करता है तो जाहिर है कि क्या बनेगा ठीक है तो इन मामलों में जो पाया गया है यह बहुत कम मात्रा में है और यह भी बहुत कम मात्रा में मिलता है जबकि यह प्रमुख उत्पाद है अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उत्पाद के रूप में क्यों बनता है यदि हम माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड देखते हैं तो फिनाइल रिंग में मिथाइल समूह या अल्काइल समूह की तुलना में अधिक माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड है और इस कारण से ही फिनायल का माइग्रेशन अधिक है इसके बाद हम एक और इसी प्रकार का उदाहरण देखेंगे यहाँ कॉरस्पॉडिंग डायज़ो कंपाउंड प्रिकसर हैठीक है अब थर्मल स्थिति के अंतर्गत यह कॉरस्पॉडिंग कारबीन बनाएगा अब एक बार जब यह कारबीन बन जाता है तो फिर से दो संभावनाएं हैं या तीन संभावनाएं हैं कि पहले साइक्लोप्रोपेनेशन हो सकता है क्योंकि यहां कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो साइक्लोप्रोपेनेशन संभव है या यहां पर दो समूह मिथाइल या फिनाइल जो रिअरेंज उत्पाद देने के लिए माइग्रेट हो सकते हैं देखते हैं कि क्या होगा तो वास्तव में पाया गया है कि यह उत्पाद 41 बना है जो कि साइक्लोप्रोपेनेशन से बना है और यहां इनसर्शन हुआ है जबकि रिअरेंजमेंट द्वारा अन्य दो उत्पाद भी बने हैं जो इस समूह या इस समूह के आने से बने है यह कुछ भी हो सकता है इसलिए यदि यह माइग्रेट करता है तो यह उत्पाद बनेगा लेकिन यह केवल 9 है जबकि जो उत्पाद फिनाइल माइग्रेशन से बनता है यह मुख्य उत्पाद है और यह 50 तक बनता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की संभावना है इस विशेष सबस्ट्रेट जिसमें बीटा हाइड्रोजन अनुपस्थित है यह वास्तव में उत्पादों का मिश्रण देता है और इस मामले में जैसा कि हमें उम्मीद थी साइक्लोप्रोपानेशन होता है यहां माइग्रेशन की संभावना है और चूंकि यहां दो अलग अलग प्रकार के समूह हैं जो रिअरेंजमेंट के लिए माइग्रेट होते हैं वास्तव में यह देखना संभव है कि ये दोनों समूह माइग्रेट कर रहे हैं और एक मामले में फिनाइल समूह में माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड मिथाइल समूह की तुलना में अधिक है यही कारण है कि फिनाइल समूह माइग्रेट होता है और यह अधिक मात्रा में उत्पाद देता है जबकि जब मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होता है तो उत्पाद की मात्रा कम होती है क्योंकि दोनों के माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड में अंतर है एक अन्य प्रकार के सबस्ट्रेट्स में जहां फिर से डायज़ो कंपाउंड्स कारबीन के प्रिकसर हैं तो यह कंपाउंड कॉरस्पॉडिंग बायसाइक्लो ऑक्टाइल डायज़ो मीथेन है किसके पास ब्रिज हेड है और अब यह सब्सट्रेट है फोटोलिसिस के द्वारा यह कॉरस्पॉडिंग कारबीन बनाता है ठीक है अब एक बार कारबीन बनने के बाद मैं अब प्रमुख उत्पाद के बारे में बात कर रही हूं फिर यह बॉन्ड यहां से माइग्रेट कर सकता है और आप इसे इस तरह बना सकते हैं तो एक बार जब यह माइग्रेट होता है तो वास्तव में रिंग का एक्सपेंशन होता है तो यहाँ यह 6 मेंबर रिंग है इसलिए एक बार जब यह रिअरेंजमेंट होता है हम इसे थोड़ा और स्पष्ट बनाते हैं तो अगर यह रिअरेंजमेंट इस तरह से होता है तो यह सिक्स मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर रिंग में परिवर्तित हो जाती है तो उत्पाद क्या होगा यह उत्पाद होगा ठीक है तो अगर आप रिंग की संख्या आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो यह 7 मेंबर रिंग बनती है तो आप देख सकते हैं कि हमने ब्रिजहेड युक्त सिक्स मेंबर रिंग से प्रारंभ किया था और इस विशेष रिअरेंजमेंट के कारण हम 7 मेंबर रिंग तक पहुंचते हैं अब कारबीन जो बेसिक मीडियम अथवा हिटिंग कंडीशन इनमें से किसी के भी अंतर्गत उत्पन्न हुआ था अगर उसके बगल में एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा यह हम इस उदाहरण द्वारा देख सकते हैं यह कारबीन प्रीकरसर है और यह बेसिक मीडियम और हिटिंग कंडीशन में कारबीन को बनाता है अगर हम इस एन टॉसाइल हाइड्राजोन से प्रारंभ करते हैं और अब यदि हम इसे बेसिक कंडीशन और हिटिंग कंडीशन में ट्रीट करते हैं तो यह एक कारबीन बनाएगा जो वास्तव में एक ओलेफिन के बगल में है अब एक बार जब हमारे पास यह ओलेफिन है तो अब यह रिअरेंजमेंट के लिए तैयार है और यह वास्तव में इस साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव को बनाता है तो हमें यहां पर यह उत्पाद मिलता है जोकि कॉरस्पॉडिंग साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव है इस प्रकार हमने एन टॉसाइल हाइड्राजोन से प्रारंभ किया था और यदि हम इसे बेस के साथ ट्रीट करने के पश्चात हिट करते हैं तो यह कारबीन को बनाता है और एक बार जब यह कारबीन उत्पन्न हो जाता है तो यह रिअरेंजमेंट द्वारा साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव बनाता है इसके पश्चात हम देखेंगे कि यदि हम विभिन्न प्रकार के साइक्लोप्रोपेलिडाइन उत्पन्न करेंगे तो यह कैसे रिअरेंजमेंट द्वारा एक अन्य श्रेणी के उत्पादों बनाते हैं जिन्हें एल्कीन कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि आप इस सब्सट्रेट को लेते हैं जिसमें यह साइक्लोप्रोपीन रिंग है तो यदि इस एन नाइट्रोसो यूरिया प्रकार का डेरिवेटिव हम लेते हैं और किसी बेस के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो यह कारबीन बनाएगा हमने कारबीन को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा है और एन नाइट्रोसो यूरिया कारविन कैसे बनाएगा या बना सकता है यह भी हमने देखा है तो इस प्रकार से यह कारबीन के बहुत अच्छे प्रीकरसर है तो यहाँ भी हमने इसी प्रकार के सबस्ट्रेट्स को लिया है इन एन नाइट्रोसो यूरिया सब्सट्रेट को कॉरस्पॉडिंग कारबीन बनाने के लिए बेस के साथ ट्रीट करते हैं जैसा कि उदाहरण के लिए यहाँ हमने इस कारबीन को बनाया है अब ये कारबीन कॉरस्पॉडिंग रिअरेंजमेंट के लिए तैयार है तो फिर से हम ऐसा कर सकते हैं और यह इस तरह से यहां आ सकता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह साइक्लोप्रोपीन रिंग अब खुलेगी और कॉरस्पॉडिंग एलीन माइटी को बनाएगी आप सब जानते हैं कि एलीन क्या है एलीन के मामले में यह दो समूह और यह दो समूह यह दोनों परपेंडिकुलर होंगे मतलब यह एक प्लेन में नहीं होंगे इसलिए इनको इस तरह से लिखा गया है इस प्रकार से यह विशेष प्रकार के योगिक हैं और इन्हें एलीन कहा जाता है इस तरह के एलीन बनाने के एक अन्य उदाहरण में जहां हमने इस एन टॉसाइल हाइड्राजोन को कार बीन के प्रीकरसर के रूप में नहीं लिया है बल्कि हमने इन डाइक्लोरो सब्सट्रेट को लिया है ठीक है हमने डाई क्लोरो युक्त इस साइक्लोप्रोपेन को लिया है अब अगर हम इसे एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं तो फिरजैसा कि हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर जानते हैं यह कारबीन को बनाएगा ठीक है अब यह रिअरेंजमेंट के लिए तैयार है और एक बार जब यह रिअरेंज हो जाएगा तो यह डिजायर एलीन उत्पाद देगा और यहां पर यह एलीन बनेगा ठीक है तो हमने इस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव को लिया है जो इस कारबीन को बनाता है जो साइक्लोप्रोपेनाइ लीडिन है संदर्भ समय 2131 और यह रिअरेंजमेंट द्वारा इस एलीन सबस्ट्रेट को बनाता है प्रश्न यह है कि अगर हम अब एक और समान प्रकार का यौगिक लेते हैं जहां हम 3 मेंबर साइक्लोप्रोपीन रिंग नहीं ले रहे हैं बल्कि हमने 4 मेंबर रिंग ली है आइए देखें कि यह कैसे काम करेगा तो हम इस बायसाइक्लिक कंपाउंड को लिया है जहां इस 6 मेंबर साइक्लोहैक्सेन रिंग को साइक्लोबुटानोन के साथ फ्यूज किया गया है और उनके पास सीस रिंग जंक्शन है यह सब्सट्रेट है हम जानते हैं कि यदि हम इस सब्सट्रेट को डायज़ो मीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा इन दो क्लोरो समूहों के होने के कारण यह इसके साथ अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है इनके पास यह i प्रभाव है जो इन कार्बोनिल समूह को अधिक इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है और इस प्रकार से यह कार्बोनिल केंद्र अधिक डेल्टा पॉजिटिव बन जाते हैं इस कारण यह जगह अधिक इलेक्ट्रोफिलिक बन जाती है अब डायज़ो मीथेन वहाँ पर प्रतिक्रिया कर सकता है और इस मध्यवर्ती को बनाता है अब एक बार जब यह वहाँ है तो यह नाइट्रोजन एलिमिनेशन के लिए इस पर अच्छी तरह से माइग्रेट कर सकता है और अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड किया जा सकता है एक बार यह बॉन्ड इस विशेष कार्बन में माइग्रेट होता है यह वह कार्बन है जो यहां है और यहां पर यह यहां है तो फिर कार्बोनिल समूह क्योंकि यह बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ यह इस विशेष कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना रहा है और डाई क्लोरो के साथ कॉरस्पॉडिंग 6 5 फ्यूज्ड रिंग बना रहा है अब यह डाइक्लोरो जिंक की उपस्थिति में सैचुरेटेड रिंग बन बन जाती हैयहां अपचयन होता है और इससे कॉरस्पॉडिंग 6 5 फ्यूस्ड कंपाउंड बनता है ठीक है तो इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार की रिअरेंजमेंट अभिक्रियाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी है धन्यवाद